नमस्ते और सुरक्षित प्रणाली इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम के इस प्रदर्शन में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में से एक में हम देखते हैं कि हमलावर इस तथ्य को दूर करने के लिए लिबसी हमले की वापसी का उपयोग कैसे करते हैं कि इस स्टैक को गैर निष्पादित किया गया था लिबसी हमले के लिए एक वापसी के साथ भले ही हम एक स्टैक जो गैर निष्पादित है अभी भी एक हमलावर एक बफर ओवरफ्लो और दुर्भावनापूर्ण कुछ करने में सक्षम हो जाएगा आज हम जिस प्रदर्शन को देखते हैं उसमें हम लिबक हमले की वापसी का इस्तेमाल करते हुए शेल बना रहे होंगे ये कोड निर्देशिका nptel codesमॉड्यूल3 nptel codesmodule3 में इस कोर्स के साथ मौजूद वर्चुअल मशीन में मौजूद हैं हम एक विशिष्ट सी कोड को देख रहे होंगे जिसे vulnc कहा जाता है यह एक बहुत ही सरल सी कोड है इसमें दो कार्य एक मुख्य कार्य और एक फ़ंक्शन है जिसे वल्न कहा जाता है तो यहां पर भेद्यता strcpy है जो एक बफर में एस प्रतियां के कारण है अब बफर को स्थानीय और आकार 64 बाइट के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए एस के लिए इस बफर को ओवरफ्लो करना काफी आसान है इसके अलावा चूंकि एस argv1 के साथ लागू किया जाता है यह कमांड लाइन से किया जा सकता है और इसलिए एक उपयोगकर्ता जो इस कार्यक्रम का उपयोग कर रहा है एक अचानक लंबी कमान लाइन तर्क देना होगा और इसलिए इस बफर अतिप्रवाह तो इस कार्यक्रम को पहले काम करते हुए देखें इसलिए हम इसे एक छोटी स्ट्रिंग के साथ निष्पादित करेंगे हम इस तथ्य को देखते हैं कि इसे सफलतापूर्वक निष्पादित किया जाता है दूसरी ओर यदि हम कार्यक्रम को इस तरह से एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग देते हैं जो 64 बाइट से बहुत बड़ा है तो जैसा कि अपेक्षा बफर स्ट्रसीपी के कारण ओवरफ्लो होता है और हमें एक विभाजन गलती मिलती है अब हमने पिछले प्रदर्शन में जो देखा है उसके समान जहां हमने स्टैक पर बफर ओवरफ्लो देखा पेलोड उत्पन्न करने के लिए आप पायथन स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे जिसे आपने पिछले प्रदर्शन में उपयोग किया है इसलिए हम इसे मॉड्यूल 2find payload module 2find payload से यहां तक कॉपी करते हैं और इससे पहले कि इस विशेष लिपि से किसी भी मनमाने ढंग से लंबाई के तार उत्पन्न होंगे उदाहरण के लिए यहां से हमने 112 निर्दिष्ट किया है इसलिए यह पायथन स्क्रिप्ट ए 112 ए प्रिंट करेगी इसलिए इस 112 को अलग अलग करके हम स्ट्रिंग के लिए अलग अलग लंबाई प्राप्त कर सकते हैं अब हम पहले से ही पाया है कि अगर हम निर्दिष्ट है कि एक ७२ बाइट्स है तो यह स्ट्रिंग की सबसे छोटी लंबाई है जो एक विभाजन गलती पैदा करेगा तो हमें यह हो रहा देखते हैं तो find payload और फिर जैसा कि हमने देखा है कि हम अपने कार्यक्रम के लिए एक तर्क के रूप में E1 का उपयोग कर सकते है और देखते है कि यह एक विभाजन गलती का कारण बनता है ७२ से कम कुछ भी सही ढंग से काम कर सकता है तो उदाहरण के लिए अगर मैं 4 बाइट्स द्वारा इस को कम करने और यह ६८ बनाने के लिए यह ठीक से इस प्रकार के रूप में काम करना चाहिए अब यहां क्या हो रहा है कि ७२ बाइट्स पर बफर वास्तव में बह रहा है और फ्रेम सूचक जो स्टैक पर संग्रहीत किया जाता है संशोधित यह स्ट्रिंग की सबसे छोटी लंबाई है जो फ्रेम पॉइंटर को संशोधित करेगी अब अगर हम इस स्ट्रिंग में ए के 4 और बाइट जोड़ते हैं तो यह सिर्फ फ्रेम पॉइंटर नहीं बल्कि रिटर्न एड्रेस भी लबालब होगा जो स्टैक पर संशोधित हो जाता है इसलिए लिबसी हमले की वापसी के लिए इस पेलोड को बनाने के लिए जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा है हमें बफर को भरने की आवश्यकता होगी ताकि रिटर्न एड्रेस को संशोधित किया जा सके और रिटर्न एड्रेस सिस्टम फ़ंक्शन के सूचक के साथ संशोधित किया जा सके जो लिबसी में मौजूद है इसके अलावा क्या आवश्यक है इस प्रणाली function के लिए एक स्ट्रिंग तर्क है तो हम इस तरह के रूप में स्ट्रिंग की आवश्यकता होगी बिनश या बिनबैश ""binsh"" or ""binbash"" जो एक निष्पादक शामिल स्ट्रिंग है इसलिए ऐसा होने की उम्मीद है कि जब सिस्टम निष्पादित होता है तो यह स्मृति से स्ट्रिंग उठाएगा और उस संबंधित निष्पादित करेगा ठीक है तो हमें लिबसी हमले के लिए इस वापसी का निर्माण करने की कोशिश करते हैं इसलिए दो चीजें हैं जिनकी हमें आवश्यकता होगी हमें इस बात का पता लगाने की आवश्यकता होगी कि प्रणाली पूरी प्रक्रिया में कहां रहती है और हमें इस प्रक्रिया में कहीं खोजने की भी आवश्यकता है स्ट्रिंग के स्थान बिनश ""binsh"" मौजूद है इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए हम जीडीबी डिबगर का उपयोग करके ऐसा करेंगे हम मुख्य रूप से एक ब्रेकपॉइंट डालते हैं और कुछ तर्क के साथ निष्पादक चलाते हैं हम वास्तव में प्रणाली के लिए इन लिबसी function का पता खोजने में रुचि रखते है और है कि हम इस प्रकार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं हम एक gdb p प्रणाली है कि प्रणाली function के पते प्रिंट कर सकते है और हम देखते है कि यहां पर इस पते 0XX7E42940 पूरी प्रक्रिया में प्रणाली function का स्थान है इसलिए हमें इसकी एक प्रति तैयार करें अगली बात हम की जरूरत है स्ट्रिंग का पता है बिनश ""binsh"" हम भी स्ट्रिंग का उपयोग कर सकते है बिनबैश ""binbash"" जो एक सूचक है जो एक स्ट्रिंग है जिसमें बैश निष्पादक शामिल है लेकिन यह काम करना थोड़ा और कठिन होगा दूसरी ओर हम वास्तव में उपयोग करते हैं और एक श शैल है कि बिनश ""binsh"" है और हम पूरी प्रक्रिया में कहीं खोजने की जरूरत है जहां बिनश ""binsh"" इसलिए हम क्या करते हैं हम इस प्रक्रिया स्मृति के विभिन्न रास्तों में खोज करने का प्रयास करते हैं तो एक बात क्या हम यकीन के लिए पता है कि बिनश ""binsh"" लिबसी में मौजूद है इसलिए यदि आप स्मृति रेंज पता है जहां एक लिबसी पूरी प्रक्रिया अंतरिक्ष में मौजूद है हम उस स्मृति क्षेत्र खोज और बिनश ""binsh"" के पते की पहचान कर सकता है ठीक है तो पहली बात हम करने की जरूरत है मिल रहा है जहां लिबसी मौजूद है तो हम आदेश gdb जानकारी proc नक्शे का उपयोग करके ऐसा करते है और हम देखते है कि लिबसी स्थान F7E08000 F7FB5000 से शुरू मौजूद है और इसी तरह वहां अन्य क्षेत्रों अन्य 4 KB लिबसी शामिल पृष्ठों रहे हैं इसलिए हम आवश्यक स्ट्रिंग के लिए इस पूरी मेमोरी रेंज में खोज करने की कोशिश करेंगे जीडीबी खोज आदेश का उपयोग करके स्मृति में खोज का समर्थन करता है तो command इस तरह शुरू होता है तो यह gdb मिल 0xF7E08000 0xF7FB9000 बिनश ""binsh"" शुरू पता समाप्त पता और स्ट्रिंग खोजा जाएगा हम यहां क्या प्राप्त करते हैं कि इसपते F7F6102B पर स्थित एक पैटर्न मिला है आइए सत्यापित करें कि इस मेमोरी स्थान में वास्तव में आवश्यक स्ट्रिंग है इसलिए हम इस आदेश का उपयोग करके इस आदेश का उपयोग करके gdb xs 0XF7F6102B उस स्थान पर स्ट्रिंग डंप करके ऐसा कर सकते हैं ठीक है तो यह सब है कि हम लिबसी हमले के लिए एक बहुत ही बुनियादी वापसी के लिए की जरूरत है इसलिए अब हम जीडीबी से बाहर निकल जाएंगे अगली बात हम करेंगे एक पेलोड बनाने के लिए है इसलिए पेलोड बनाने के लिए हम एक छोटी पायथन स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसे payload generatorpy के नाम से जाना जाता है इसलिए हम इसे खोलेंगे और हम यहां जो देखते हैं वह यह है कि यह विशेष पेलोड जनरेटर एक स्ट्रिंग वाई प्रिंट करता है जिसमें 76 ए शामिल है जो बफर को ओवरफ्लो करता है और फ्रेम पॉइंटर को संशोधित करता है अगले चार बाइट वापसी पते को अधिभावी करेंगे इसलिए छोटे भारतीय प्रारूप में सिस्टम फ़ंक्शन का पता रखा जाएगा जो F7E42940 है जैसा कि आप यहां देख सकते है यह प्रणाली function है जो हम अभी पाया है के पते से मेल खाता है अगले वास्तव में स्टैक में 4 बाइट्स के थे तो हम सिर्फ यह कुछ मनमाने ढंग से मूल्यों के साथ भरने इस मामले में हम एक डाल लेकिन हम वास्तव में इसे किसी भी चीज़ से भर सकते हैं और फिर हम स्ट्रिंग बिन श string ""binsh"" का पता लगाते हैं इसलिए यह पता F7F6102B है जो उस पते से मेल खाता है जो हमें वास्तव में बिन श ""binsh"" के लिए मिला है तो अब क्या होने जा रहा है कि जब function वास्तव में लौटता है यह इस विशेष पते पर लौटने जा रहा है जो हम यहां पर निर्दिष्ट किया है और जो स्टैक में वापसी पता स्थान में मौजूद होगा और यह लिबसी में प्रणाली function को ट्रिगर करने के लिए निष्पादित होगा प्रणाली function तो स्टैक से चुनना होगा केवल तर्क है कि यह आवश्यकता है और इस तर्क एक चरित्र सूचक है और यह एक निष्पादक के शामिल स्ट्रिंग के लिए एक सूचक की उंमीद है इसलिए यह इस पते को तर्क के रूप में उपयोग करता है और स्ट्रिंग बिन श string ""binsh"" को चुनता है और इसे निष्पादित करता है इसलिए हमें पहली बात यह है कि payload generator चलाएं और आवश्यक पेलोड बनाएं इसलिए हम इस प्रकार करते हैं इसलिए हम पायथन payload generatorpy चलाते हैं और ई 2 नामक इस फ़ाइल में परिणाम को स्टोर करते हैं और फिर हम vulnc को फिर से चलाते हैं और e2 से इनपुट पास करते हैं इसलिए अब हम जो देखते हैं वह इस दुर्भावनापूर्ण रूप से गठित स्ट्रिंग के कारण है यह सिस्टम को पहले की तरह शेल को निष्पादित करने और बनाने के लिए ट्रिगर करेगा यह शेल है जो यहां पर PID ४४१६ के साथ मौजूद है और आप जो देखते हैं वह यह है कि पृष्ठभूमि में अन्य प्रक्रियाएं मौजूद हैं सबसे पहले बैश जो मूल इस विशेष टर्मिनल के शामिल प्रक्रिया है तो आप vuln निष्पादक है जो एक प्रक्रिया आईडी ४४१५ है और यह अभी भी पृष्ठभूमि में चल रहा है हम श है और निश्चित रूप से इस विशेष प्रक्रिया पीएस जो हम अभी इस्तेमाल किया है तो सिस्टम फ़ंक्शन क्या करता है कि यह एक प्रक्रिया को कांटे और फिर उस विशेष प्रक्रिया को निष्पादित करता है इसलिए अनिवार्य रूप से इस 1 प्रक्रिया का बच्चा वह खोल है जिसे हमने अभी बनाया है अब एक प्रक्रिया तब तक लॉक हो जाती है जब तक एसएच प्रक्रिया अपना निष्पादन पूरा नहीं कर जाती तो जब हम इस श प्रक्रिया को समाप्त करते हैं जो हम देखते हैं वह यह है कि 1 प्रक्रिया निष्पादित करना जारी रखेगी इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि हम एसएच से बाहर निकलें लेकिन हम क्या देखेंगे कि 1 प्रक्रिया में विभाजन दोष ठीक होगा तो इसका कारण यह है कि एक प्रक्रिया इन स्टैक में लग रही है और यह बाहर कुछ कचरा या स्टैक से कुछ मनमाने ढंग से मूल्यों लेता है और निष्पादित करने की कोशिश करता है कि और यह प्रक्रिया वास्तव में दुर्घटना के कारण है और जैसा कि हम सिद्धांत व्याख्यान में देखा है यह करने का एक बेहतर तरीका है कि विशेष कार्यक्रम से बाहर निकलें एक असाइनमेंट के रूप में आप इस भेद्यता को संशोधित करने की कोशिश कर सकते हैं जिसे हमने खोल से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के लिए शोषण किया है तो ऐसा करने के लिए हमने इस पायथन स्क्रिप्ट को बाहर निकलने के साथ payload generator भी बनाया है जो स्ट्रिंग बनाता है जिसमें न केवल सिस्टम फ़ंक्शन शामिल है जो हमारे यहां है और इसका इसी तर्क है बल्कि निकास फ़ंक्शन भी है इसलिए इस पते को आपको निकास function के पते से भरने की आवश्यकता होगी जो प्रक्रिया के लिबसी स्मृति क्षेत्र में कहीं मौजूद होगा